पिछले वीडियो में हमने पोलीनोमिअल रिंगस ओवर इंटिजर्स या पोलीनोमिअल रिंगस इन वन वेरिएबल को देखा और दिखाया कि यह एक UFD है वास्तव में हमने यह भी टिप्पणी की है कि उसी प्रमाण से पता चलता है कि यदि R एक UFD है तो पोलीनोमिअल रिंग ओवर R फाइनाइट नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी एक UFD है हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों में प्रिमिटिव पोलीनोमिअलस और गॉस लेम्मा की धारणाएँ थीं और इसका उपयोग करके हमने किसी भी रैशनल पोलीनोमिअल को एक रैशनल नंबर टाइम्स एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल के रूप में लिखा है और इसने हमें इंटिजर्स पर इरेड्यूसबिलिटी की तुलना करने की अनुमति दी है और रैशनल्स पर इरेड्यूसबिलिटी की तुलना की है और हमने महत्वपूर्ण थ्योरम के साथ समाप्त किया जो कहता है कि Z X एक UFD है इसलिए आज मैं उन आइडियाज का उपयोग यह प्रूव करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मापदंड साबित करने के लिए करने जा रहा हूं कि पॉलिनॉमियल्स इंटिजर्स या रैशनल्स पर इरेड्यूसिबल हैं और इसे आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन कहा जाता है यह जांचने का एक बहुत ही उपयोगी तरीका है कि दिया गया पॉलिनॉमियल इरेड्यूसेबल है या नहीं यह हमेशा काम नहीं करता है लेकिन यह अक्सर काम करता है और यह निष्कर्ष निकालना बहुत उपयोगी है कि यहां इरेड्यूसबिलिटी तो मैं बस आगे बढ़ता हूं और पहला मापदंड लिखता हूं मान लीजिए कि f एक रैशनल इन्टिजर पोलीनोमिअल है f को a n X n a n घटा 1 X n घटा 1 a 1 X जमा a 0 के रूप में लिखें इसलिए चूंकि यह एक इन्टिजर पोलीनोमिअल है निश्चित रूप से हम जानते हैं कि कोएफ़िशिएंट्स इंटिजर्स हैं तो अब मान लीजिए कि एक प्राइम इन्टिजर मौजूद है जिसका अर्थ है Z में एक प्राइम नंबर p ऐसा है कि यह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है p डिवाइड करता है या डिवाइड नहीं करता है पहले मुझे यह कहना चाहिए कि p डिवाइड नहीं करता है एक n इसलिए मैं मान रहा हूं कि जब भी मैं इस तरह लिखता हूं तो याद रखें जब हम इस तरह एक पोलीनोमिअल लिखते हैं तो हम हमेशा मान लेंगे कि लीडिंग कोएफ़िशिएंट गैर शून्य है क्योंकि हम सबसे बड़ी डिग्री से शुरू करेंगे तो n 0 नहीं है तो मान लीजिए कि p a n को डिवाइड नहीं करता है p a n माइनस 1 से लेकर a 0 तक डिवाइड करता है और p स्क्वायर भी a 0 को डिवाइड नहीं करता है तो यह धारणा है p a n को डिवाइड करता है p a n को डिवाइड नहीं करता है p a n माइनस 1 से a 0 p स्क्वैरेड को डिवाइड नहीं करता है तो याद रखे कि ये दो कंडीशंस बताती हैं कि n पॉजिटिव है अतः f एक नॉन कांस्टेंट पोलीनोमिअल है याद रखें कि हम p को n को डिवाइड नहीं करने के लिए कह रहे हैं और p p 0 को विभाजित करता है जिसका अर्थ है a n और a 0 अलग हैं जिसका अर्थ है कि f में कम से कम डिग्री 1 है तो यह एक नॉन कांस्टेंट पोलीनोमिअल है तो अगर ऐसा होता है तो निष्कर्ष क्या है तब हम तुरंत कह सकते हैं कि f X Q X में इरेड्यूसिबल है फिर f X Q X में इरेड्यूसिबल है जो आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन का निष्कर्ष है कि यह Z X में इरेड्यूसिबल नहीं है f प्रिमिटिव है तो f X ZX में भी इरेड्यूसिबल है तो यह साबित करने के लिए एक अच्छा मापदंड है ताकि यह वास्तव में उन सभी धारणाओं का उपयोग करता है जो हमने पिछले कुछ वीडियो में विकसित की हैं और यह हमें एक बहुत ही उपयोगी मापदंड प्रदान करती है यदि पोलीनोमिअल के कोएफ़िशिएंट्स के संबंध में कुछ शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक प्राइम नंबर है तो हम तुरंत यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि Q X में इसका इरेड्यूसिबल है हम सामान्य रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि यह ZX में इरेड्यूसिबल है लेकिन यदि यह प्रिमिटिव है तो यह है Z X में एक इरेड्यूसिबल इसलिए मैं इसे साबित करने से पहले कुछ उदाहरण देने जा रहा हूं तो उदाहरण के लिए यदि आप X पावर 3 माइनस 5 X स्क्वायर प्लस 10 X प्लस 15 लेते हैं तो आइए हम इसे पोलीनोमिअल रिंग ओवर इन्टिजरस में लेते हैं तो यह एक है यह एक इन्टिजर पोलीनोमिअल है तो P बराबर 5 आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन की ह्य्पोथेसिस को संतुष्ट करता है हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं तो मैं f के बराबर 2 X क्यूबेड माइनस 5 X स्क्वेर्ड माइनस 10 X प्लस 15 लिखता हूँ तो यह आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन की ह्य्पोथेसिस को संतुष्ट करता है क्योंकि 5 2 को डिवाइड नहीं करता है यहाँ एक a 3 2 है a 2 माइनस 5 है a 1 माइनस 10 है और a 0 है 15 तो 5 2 को डिवाइड नहीं करता है 5 माइनस 5 को डिवाइड करता है 5 माइनस 10 को डिवाइड करता है 5 को 15 डिवाइड करता है और 5 वर्ग जो 25 है 15 को डिवाइड नहीं करता है तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि f QX में इरेड्यूसिबल है यह आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन का निष्कर्ष है चूँकि f भी प्रिमिटिव है f भी प्रिमिटिव है ठीक है ऐसा क्यों है याद रखें एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल एक पॉजिटिव डिग्री पोलीनोमिअल है जिसमें पॉजिटिव लीडिंग कोएफ़िशिएंट होता है और ऐसा होता है कि इसके सभी कोएफ़िशिएंटस का जीसीडी 1 होता है यहां कोएफ़िशिएंटस 2 माइनस 5 माइनस 10 15 GCD 1 है 1 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन सभी कोएफ़िशिएंटस को डिवाइड करती है तो f प्रिमिटिव है और इसलिए f भी Z X में इरेड्यूसिबल है देखिए यह एक बहुत ही उपयोगी मापदंड है जैसा कि आप देख सकते हैं सामान्य तौर पर पोलीनोमिअलस की इररेडूसिबिलिटी का निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है इस मामले में हम पहले ही तुरंत निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि यह इरेड्यूसेबल है तो इसी तरह हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं जैसा कि हम 12 X पावर 6 माइनस 10 X पावर 5 प्लस कहते हैं 20 50 X पावर 4 माइनस तीसरा 10 X प्लस 60 मैं बस मनमाने ढंग से कुछ बहुपद लिख रहा हूं तो फिर से p बराबर 5 काम करता है यह क्यों काम करता है क्योंकि यदि आप 5 की जांच करते हैं तो यह लीडिंग कोएफ़िशिएंट के अलावा अन्य सभी कोएफ़िशिएंटस को विभाजित करता है लीडिंग कोएफ़िशिएंट p डिवाइड नहीं करता है लेकिन p 10 को डिवाइड करता है p 5 को डिवाइड करता है 10 5 विभाजित 50 5 विभाजित माइनस 10 5 विभाजित 60 5 12 को विभाजित नहीं करता है और 25 60 को डिवाइड नहीं करता है तो Q X में f इरेड्यूसिबल है यह आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन का तत्काल निष्कर्ष है Z X में क्या है उसके लिए आपको यह पूछना होगा कि क्या यह एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल है f प्रिमिटिव है यह प्रिमिटिव नहीं है क्योंकि f को 2 बार लिखा जा सकता है आप 2 6 X 6 माइनस 5 X 5 प्लस 25 X 4 माइनस 5 X प्लस 30 को फैक्टर कर सकते हैं यह प्रिमिटिव नहीं है क्योंकि सामग्री 1 नहीं है f की सामग्री 2 नहीं 1 है इसलिए f प्रिमिटिव नहीं है जिसका अर्थ है कि हमें यह नहीं मिलता है कि f ZX में इरेड्यूसिबल है क्योंकि स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि यह आपको एक फ़ैक्टराइज़ेशन देता है 2 Z X में एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है इसलिए f को 2 गुना g के रूप में लिखा जा सकता है जहां g यह है तो यह इरेड्यूसबल है तो f को दो इरेड्यूसिबल पोलीनोमिअल के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है जिसका अर्थ है कि यह इरेड्यूसिबल नहीं है जबकि यह Q X में एक वैलिड फ़ैक्टराइज़ेशन नहीं है क्योंकि 2 Q X में एक यूनिट है इसलिए हम यह दो उचित इरेड्यूसेबल दिवाइज़र्स के लिए एक वैलिड फ़ैक्टराइज़ेशन नहीं है जबकि Z X में यह है तो Q X में f इरेड्यूसिबल है लेकिन Z X में यह इरेड्यूसिबल नहीं है इसलिए यह आपको एक पोलीनोमिअल इन्टिजर का उदाहरण देता है जो Q X में इरेड्यूसिबल है लेकिन यह Z X में इरेड्यूसिबल नहीं है तो अब इन उदाहरणों के बाद मैं जल्दी से आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन को साबित करने जा रहा हूं पिछले कुछ वीडियो में हमने जो सिद्धांत विकसित किया है उसका उपयोग करना मुश्किल नहीं है अब इसे दिखाना मुश्किल नहीं है अब आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन साबित करें तो हम जो करने जा रहे हैं वह नेचुरल मैप रिंग होमोमोर्फिज्म पर विचार करना चाहिए मुझे कहना चाहिए नेचुरल मैप रिंग होमोमोर्फिज्म होमोमोर्फिज्म phi p Z X से Z मॉड p Z X तक याद रखें यह रिंग होमोमोर्फिज्म क्या है यह एक पोलीनोमिअल लेता है और रेसिडिउ मॉड p द्वारा कोएफ़िशिएंट्स को आसानी से बदलता है तो हमें दिया गया है हमें एक निश्चित p दिया गया है वह निश्चित phi p है जो आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन के बयान में दिया गया है p एक प्राइम नंबर है प्राइम इन्टिजर जो लीडिंग कोएफ़िशिएंटस के अलावा f के सभी कोएफ़िशिएंटस को डिवाइड करता है कोएफ़िशिएंट और p स्क्वायर भी कॉन्सट्रेंट को डिवाइड नहीं करता है तो उसके लिए हम इस पर विचार करते हैं और अब चूंकि अब मैं जो करने जा रहा हूं वह यहां एक साधारण दावा है यदि f रिड्यूसिबल है तो याद रखें मैं Q X में यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि f इरेड्यूसिबल है यदि मान लीजिए कि यह नहीं है इसका मतलब है अगर QX में f रिड्यूसिबल है तो यह ZX में कमजोर है तो पहले मैं इस दावे को साबित करूंगा मुझे टिप्पणी करनी चाहिए कि पिछले वीडियो में जब हमने साबित किया था कि ZX एक UFD है तो हमने जो परिणाम साबित किया है वह यह था कि यदि f ZX में एक नॉन कांस्टेंट इरेड्यूसेबल पोलीनोमिअल है जिसका अर्थ है यह एक इन्टिजर पोलीनोमिअल है और ZX में यह इरेड्यूसेबल है और इसकी पॉजिटिव डिग्री है तो यह Q X में भी इरेड्यूसेबल पोलीनोमिअल है इस मामले में f एक नॉन कांस्टेंट पोलीनोमिअल है इसलिए यदि f Z X में इरेड्यूसेबल है तो यह Q X में इरेड्यूसेबल होगा इसलिए यह दावा पहले से ही साबित हुआ है लेकिन मैं आपको केवल एक सीधा प्रमाण देने जा रहा हूं ताकि यह आपके लिए और अधिक स्पष्ट हो जाए भले ही पिछला तर्क स्पष्ट नहीं था आप इसका अनुसरण कर सकते हैं यह इस कथन का अधिक प्रत्यक्ष तर्क है यदि Q X में f रिड्यूसिबल है तो Z X में रिड्यूसिबल है तो f को gh के रूप में लिखें जहां g और h Q X में हैं याद रखें रिड्यूसिबल होने का क्या अर्थ है इसका मतलब है कि इसे Q X में पॉजिटिव डिग्री के दो पोलीनोमिअल के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है नॉन कांस्टेंटस और f को इस तरह लिखा जा सकता है अब उस प्रस्ताव के कारण जो हमने पहले किया था प्रत्येक रैशनल पोलीनोमिअल को इसके कॉन्टेंट टाइम्स एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल के रूप में लिखा जा सकता है इसी तरह g को g 0 के रूप में लिखा जा सकता है h को d h 0 के रूप में लिखा जा सकता है हम यह नहीं है अब इस बिंदु पर आप इसके साथ सहज हैं मुझे आशा है प्रत्येक रैशनल पोलीनोमिअल को एक रैशनल नंबर के रूप में लिखा जा सकता है तो c d Q में हैं और g 0 और h 0 प्रिमिटिव हैं इसलिए मैं g h को क्रमशः cg 0 और d h 0 के रूप में लिख रहा हूँ तो हमारे पास यह है अब याद रखें g 0 h 0 प्रिमिटिव है क्योंकि g 0 और h 0 हैं उनका प्रोडक्ट गॉस लेम्मा की तरह प्रिमिटिव है और f cd g 0 h 0 है तो f की यूनिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए जो इसके कॉन्टेंट और प्रिमिटिव पोलीनोमिअल का प्रोडक्ट हो तो f का कॉन्टेंट cd है लेकिन याद रखें कि f एक इन्टिजर पोलीनोमिअल है f एक इन्टिजर पोलीनोमिअल है जो हमें दिया गया है आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन में f एक इन्टिजर पोलीनोमिअल है इसका मतलब है कि cd Z में है क्योंकि कॉन्टेंट एक इन्टिजर के लिए है पोलीनोमिअल कॉन्टेंट एक इन्टिजर है कॉन्टेंट बस इसके कोएफ़िशिएंट्स की GCD है तो cd Z में है यानी f को g 0 h 0 के रूप में लिखा जा सकता है और याद रखें g 0 h 0 प्रिमिटिव हैं जिसका अर्थ है परिभाषा के अनुसार वे Z X में हैं इसलिए वे Z X में हैं जिसका अर्थ है यहाँ एक इरेड्यूसिबल फ़ैक्टराइज़ेशन है जो f का एक फ़ैक्टराइज़ेशन है याद रखें g 0 और h 0 की डिग्री क्रमशः g की डिग्री और h की डिग्री के बराबर है क्योंकि c और d कोंस्टेंट्स हैं जब आप g को c g g 0 के रूप में लिखते हैं तो g और g 0 की डिग्री समान होती है तो यह Z X में f की फ़ैक्टराइज़ेशन है इसका अर्थ यह है कि यदि हमने Q X में फ़ैक्टराइज़ेशन के साथ शुरुआत की है तो g और h इन्टिजर पोलीनोमिअलस नहीं हो सकते हैं तो हमारे पास यह हो सकता है कि वे केवल रैशनल पोलीनोमिअलस हैं लेकिन उन्हें उनके कॉन्टेंट और प्रिमिटिव पोलीनोमिअलस के रूप में लिखकर और यह देखते हुए कि कॉन्टेंट का प्रोडक्ट एक इन्टिजर है हम इसे लिख सकते हैं तो यह वास्तव में नहीं है f बराबर cd है g 0 h 0 मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि f बराबर g 0 h 0 है यह cd g 0 h 0 है तो यह एक इरेड्यूसबल फ़ैक्टराइज़ेशन है यह एक फ़ैक्टराइज़ेशन है छोटे डिग्री पोलीनोमियल्स के फ़ैक्टराइज़ेशन में इसलिए f ZX में इरेड्यूसिबल नहीं है अर्थात Z X में f रिड्यूसिबल है तो अब यदि निष्कर्ष अब मैं ईसेनस्टीन मानदंड के प्रमाण पर वापस जा रहा हूं यदि आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन का निष्कर्ष गलत है तो f Q X में रेडुसिबल है यदि आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन का निष्कर्ष गलत है तो f QX में कम करने योग्य है उपरोक्त दावे से f ZX में भी कम करने योग्य है यह ZX में कम करने योग्य है दावा है कि यदि पोलीनोमिअल Q X में कमजोर है तो यह कमजोर है Z X में तो यह Z X में रिड्यूसिबल है इसलिए अब मैं Z X में f को g टाइम्स h g टाइम्स h g और h के रूप में लिखने जा रहा हूं अब f की इमेज पर विचार करें जो कि पहले के बराबर है phi p ZX से लेकर ZX तक का नक्शा है Z mod p Z X तो हमारे पास क्या है f का phi p gh का phi p है क्योंकि gh देखें f g और h सभी यहां हैं दाएं और f बराबर g h है तो phi p एक रिंग होमोमोर्फिज्म है तो phi p f phi p g h है जो phi p g टाइम्स phi p h के बराबर है अब phi p f क्या है f याद रखें मैंने f को X n प्लस माइनस 1 X n माइनस 1 प्लस 1 X प्लस a 0 के रूप में लिखा है जिसका अर्थ है क्योंकि phi p एक रिंग होमोमोर्फिज्म है इसका मतलब है कि यह phi p की परिभाषा के अनुसार phi p है यह a n बार X पावर n 1 माइनस 1 बार X पावर n माइनस 1 a n बार X प्लस a 0 बार है यह वही है जो phi p करता है phi p एक पोलीनोमिअल लेता है और बस कोएफ़िशिएंट्स बदलता है यह X नहीं बदलता है यह इसके बराबर है लेकिन याद रखें यह 0 है तो यह और कुछ नहीं बल्कि a n बार X n है क्योंकि याद रखें p a n माइनस 1 को डिवाइड करता है p a n माइनस 2 को डिवाइड करता है और इसी तरह p तक a 1 p को 0 से डिवाइड करता है तो हमारे पास यह ह्य्पोथेसिस है और p भी a n को विभाजित नहीं करता है जिसका अर्थ है कि a n बार 0 नहीं है इसलिए a n बार टाइम्स X पावर n एक नॉन ज़ीरो पोलीनोमिअल है तो phi p f वास्तव में सिर्फ a n X a n बार X पावर n है लेकिन phi p f याद रखें phi p g टाइम्स phi p h है इसलिए phi p n g टाइम्स phi p h एक a n X पावर n है अब हमारे पास f Z mod p Z X में दो पोलीनोमिअल हैं जिनका प्रोडक्ट यह है अब याद रखें कि Z mod p Z X एक UFD है क्योंकि यह एक पोलीनोमिअल रिंग ओवर फील्ड है वास्तव में यह एक PID है जिसकी हमें अभी आवश्यकता नहीं है हमें केवल यह चाहिए कि यह UFD हो क्योंकि Z mod p Z एक फ़ील्ड है यह एक UFD है इसलिए UFD पोलीनोमिअल रिंग ओवर UFD है तो यह एक UFD है और आपके पास इस तरह एक मोनोमिअल का फैक्टराइजेशन है तो यह याद है एक सिंगल मोनोमियल इसलिए phi p g और phi p h भी फॉर्म के मोनोमियल होना चाहिए तो यह क्या हो सकता है तो आपके पास कुछ पोलीनोमिअल टाइम्स एक और पोलीनोमिअल है तो आपके पास phi p g का प्रोडक्ट है phi p h का प्रोडक्ट a n है a n कुछ कांस्टेंट है n बार यहां अंडरलाइंग रिंग में कुछ है जो Z mod p Z है तो वे कैसे हो सकते हैं वे कुछ कोएफ़िशिएंट हो सकते हैं कुछ जैसे b n b i बार X i c c i बार X पावर j जहां i प्लस j n के बराबर है और b i बार और c i बार Z मॉड p Z X में हैं यह एकमात्र संभावित फ़ैक्टराइज़ेशन होना चाहिए फॉर्म के एक मोनोमियल का यह एकमात्र संभावित फैक्टर है जो कांस्टेंट टाइम्स X पावर n है क्योंकि यदि कोई अन्य फैक्टर है जिसका अर्थ है यदि उदाहरण के लिए phi p g में दो शब्द हैं तो प्रॉडक्ट में भी आपके पास दो शब्द होंगे तो अलग अलग डिग्री के दो पद होंगे जबकि यह एक है यहाँ एक ही मोनोमियल है दूसरे शब्दों में यह कहने के दूसरे तरीके के इरेड्यूसेबल फैक्टर्स क्या हैं यह a n X पावर n के इरेड्यूसेबल फैक्टर हैं केवल एक ही इरेड्यूसिबल फैक्टर है जिसका नाम X है X पावर n में केवल एक इरेड्यूसेबल फैक्टर है आप इसे X टाइम्स X टाइम्स X n बार लिख सकते हैं n बार X पावर के लिए कोई अन्य इरेड्यूसेबल फैक्टर्स नहीं है केवल एक ही है जिसका मतलब है कि n बार X पावर n का कोई भी डिवाइज़र एक्स की शक्ति होना चाहिए इसलिए गुणांक हमें परवाह नहीं है लेकिन कुछ कोएफ़िशिएंट्स होंगे तो यह b i bar X i c i bar X j है तो अब इसका क्या मतलब है तोphi p g एक a i है या मेरे नोटेशन में b i बार X पावर I phi p h c i बार X पावर j c j बार X पावर j है तो आपको c j भी लिखना चाहिए तो अब सोचें कि g क्या याद है f g h है तो ZX में g कुछ बहुपद है Z X में h कुछ पोलीनोमिअल है जब आप मोडुलो p पर जाते हैं तो केवल X पॉवर i बचता है इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि g का कांस्टेंट टर्म 0 है ऐसा क्यों है चूंकि क्षमा करें यह 0 नहीं है मैं यह नहीं कह सकता कि g बार phi p g का कांस्टेंट टर्म 0 है phi p h का कांस्टेंट टर्म 0 है इसलिए हम जो कह सकते हैं वह g का एक कांस्टेंट टर्म है जो p से डिवीसीब्ल है यही मुझे कहना चाहिए इसी प्रकार h का कांस्टेंट टर्म p से डिवीसीब्ल है तो आपके पास दो पोलीनोमिअल हैं आपके पास एक पोलीनोमिअल g है जब आप मॉड्यूल p जाते हैं तो कांस्टेंट टर्म गायब हो जाता हैक्योंकि phi p g b i X i के बराबर है और मुझे यह भी कहना चाहिए कि i पॉजिटिव है j पॉजिटिव है क्योंकि यह एक फैक्टर है जो आता है रैशनल पोलीनोमिअल से तो आपके पास पॉजिटिव डिग्री वाले दो पोलीनोमिअल हैं इसलिए जब आप मोडुलो p जाते हैं तो कांस्टेंट टर्म चला जाता है क्योंकि केवल X पावर i टर्म रहता है तो g का कांस्टेंट टर्म समाप्त हो जाता है अर्थात यह Z mod p Z में 0 हो जाता है अर्थात यह p से डिवीसीब्ल है यह Z में p से डिवीसीब्ल है इसी प्रकार h के कांस्टेंट टर्म में 0 और Z mod हो जाता है p Z अर्थात यह Z में p से डिवीसीब्ल है अब यदि g का वह कांस्टेंट टर्म p से डिवीसीब्ल है और h का कांस्टेंट टर्म भी p से डिवीसीब्ल है तो हम ध्यान दें कि f का कांस्टेंट टर्म याद रखें f का कांस्टेंट टर्म है g का कांस्टेंट टर्म h का कांस्टेंट टर्म जब आप प्रोडक्ट में दो पोलीनोमियल्स g और h को मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट टर्म h के कांस्टेंट टर्म के g मल्टीप्लाई का केवल कांस्टेंट टर्म होता है अत f का कांस्टेंट टर्म h के कांस्टेंट टर्म का g टाइम्स कांस्टेंट टर्म है तो यह p से डिवीसीब्ल है यह p से डिवीसीब्ल है इसलिए f का कांस्टेंट टर्म p स्क्वायर से डिविसिबल है क्योंकि यह p टाइम्स कुछ है तो पूरी बात p स्क्वैरेड गुना कुछ है तो यह p स्क्वैरेड से विभाज्य है लेकिन यह इस हाइपोथिसिस का उल्लंघन या खंडन करता है कि p 0 को डिवाइड नहीं करता है तो याद रखें मैं न केवल यह मानता हूं कि p n माइनस 1 को डिवाइड करता है और p तक a 0 को डिवाइड करता है मैंने यह भी मान लिया था कि p 0 को डिवाइड नहीं करता है तो अब यह कंट्राडिक्शन प्राप्त करता है तो यह साबित करता है कि इसलिए QX में f इरेड्यूसबल है तो अब यह आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन के पहले कथन को सिद्ध करता है अगर f Q X में इरेड्यूसिबल है और प्रिमिटिव भी है अगर f भी प्रिमिटिव कॉन्टेंट है तो f है इसलिए अब हम यह दिखाना चाहते हैं कि f को Z X में इरेड्यूसिबल होना चाहिए इसलिए मान लें कि f भी प्रिमिटिव है यदि f ZX में इरेड्यूसेबल नहीं है जिसका अर्थ है कि f ZX में रिड्यूसिबल है तो f को f 1 होना चाहिए f को कुछ c बार f 0 लिखा जा सकता है जहां c Z में है और f 0 इरेड्यूसेबल है या f 0 ZX में एक और पोलीनोमिअल है दूसरे शब्दों में मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि f को दो नॉन कांस्टेंट इन्टिजर पोलीनोमिअल के प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिखा जा सकता है हम जो कह रहे हैं वह यह है कि मैं f को c गुणा f 0 के रूप में लिख रहा हूं जहां c Z 0 में Z X में है क्योंकि f को दो नॉन कांस्टेंट इन्टिजर पोलीनोमिअल के प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ऐसा क्यों है यदि f को दो नॉन कांस्टेंट इन्टिजर पोलीनोमिअल के प्रॉडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है तो इसे दो नॉन कांस्टेंट रैशनल पोलीनोमिअल के रूप में भी लिखा जा सकता है क्योंकि कोई भी इन्टिजर पोलीनोमिअल एक रैशनल पोलीनोमिअल है तो और हमने मान लिया या यों कहें कि हमने पहले ही साबित कर दिया है कि f Q X में इरेड्यूसिबल है अतः f को दो पॉजिटिव डिग्री रैशनल पोलीनोमिअल के प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और यदि यह इसलिए यदि यह Z X में इररेदुसिबल नहीं है तो प्रॉडक्ट में f का केवल एक संभावित फ़ैक्टरिज़ेशन है एक प्रॉडक्ट एक इन्टिजर और एक इन्टिजर पोलीनोमिअल का है लेकिन निश्चित रूप से c भी आपकी यूनिट नहीं है तो तो हमारे पास f है c f 0 c 1 के बराबर नहीं है या c माइनस 1 के बराबर नहीं है क्योंकि यह एक इरेड्यूसबल फैक्टराइजेशन है तो इसे नॉन यूनिट के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है तो c और f 0 यूनिट्स नहीं हैं जो कि इरेड्यूसेबल नहीं होने का अर्थ है इसे दोनॉन यूनिट के दो प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है तो f c f 0 है c न तो एक है और न ही माइनस 1 है जिसका अर्थ है c f के सभी कोएफ़िशिएंट्स को डिवाइड करता है ठीक स्पष्ट रूप से क्योंकि f c गुना f 0 c है f के सभी गुणांकों को डिवाइड करता है लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि f प्रिमिटिव है याद रखें हमें दिया गया है कि f प्रिमिटिव है यानी f के कोएफ़िशिएंट्स का gcd 1 है इसलिए Z में कोई भी नॉन जीरो नहीं हो सकती है जो f के सभी कोएफ़िशिएंट्स को डिवाइड करती है तो f को Z X में भी इरेड्यूसिबल होना चाहिए तो यह प्रूफ पूरा करता है इसलिए हमने पहले साबित किया कि f QX में इरेड्यूसेबल है फिर हम तुरंत यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ZX में यह एकमात्र तरीका नहीं है कि यह एक इन्टिजर टाइम्स एक पोलीनोमिअल है क्योंकि इसे दो गैर स्थिरांक के उत्पाद के रूप में नहीं लिखा जा सकता है बहुपद जो स्पष्ट है क्योंकि यदि इसे दो नॉन कांस्टेंट इन्टिजर पोलीनोमिअल के प्रॉडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है तो इसे दो नॉन कांस्टेंट रैशनल पोलीनोमिअल के प्रॉडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है जो Q X में इररेडूसिबिलिटी का उल्लंघन करते हैं इसलिए एकमात्र संभावित फ़ैक्टरिज़ेशन एक इन्टिजर टाइम्स एक इन्टिजर पोलीनोमिअल है लेकिन फिर उस इन्टिजर को ff के सभी कोएफ़िशिएंट्स को विभाजित करना चाहिए लेकिन f प्रिमिटिव है ताकि इन्टिजर 1 या माइनस 1 हो तो यह इस तथ्य को साबित करता है कि यदि f एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल है तो f भी ZX में इररेदुसिबल है तो अब मैं आपको यह स्पष्ट करने के लिए कि यह कितना उपयोगी है आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन के कुछ उदाहरण शीघ्रता से देता हूँ इसलिए मुझे आशा है कि प्रूफ स्पष्ट है यदि नहीं तो आपको यह पिछले वीडियो के समान ही होना चाहिए तो आप बस वापस जा सकते हैं और वीडियो को फिर से देख सकते हैं और उम्मीद है कि यह आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा तो अब कुछ उदाहरण इसलिए हमने पहले ही कुछ को देखा है उदाहरण के लिए मैं X पावर 10 ले सकता हूं मान लीजिए कि 27 X पावर 6 प्लस 213 है क्या यह Z X या Q X में इरेड्यूसिबल है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पहले Q X में इरेड्यूसिबल है और कैसे प्रिमिटिव होने के कारण यह Z X में भी इरेड्यूसेबल है यह निश्चित रूप से प्रिमिटिव है क्योंकि कोएफ़िशिएंट्स में से एक कोएफ़िशिएंट 1 है इसलिए gcd 1 है क्योंकि p बराबर 3 आवश्यक शर्तों को पूरा करता है क्योंकि 3 डिवाइड करता है 27 को 3 डिवाइड करता है 213 को और हम यह भी चाहते हैं कि 3 डिवाइड न हो अर्थात यहां 1 स्पष्ट करें लीडिंग कोएफ़िशिएंट 1 है और 9 213 को डिवाइड नहीं करता है तो 9 213 को डिवाइड नहीं करता है आप जल्दी से जांच सकते हैं कि इसका मतलब है p बराबर 3 इसे संतुष्ट करता है इसलिए हर बार आपसे वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है या आप जानना चाहते हैं कि कोई पोलीनोमिअल इरेड्यूसेबल है या नहीं सबसे पहले देखें कि क्या कोई प्राइम है जो कभी कभी काम करता है कभी कभी आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन आपको जवाब नहीं देता है आम तौर पर कोई एल्गोरिदम नहीं होता है जो हमेशा पोलीनोमिअल को वेरीफाई करने के लिए काम करता है कि वह इररेदुसिबल है या नहीं इसलिए हम इसे करने के लिए नई तकनीक सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन एक अत्यंत उपयोगी तकनीक है कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि शुरू में आपके पास आप नहीं हैं शुरू में आप सोच सकते हैं कि आप आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन लागू नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ छोटे संशोधन आपको उत्तर देने के लिए काम करते हैं उदाहरण के लिए यहां आप X पावर 5 प्लस 3 X स्क्वायर प्लस 2 लेते हैं यह एक पोलीनोमिअल है और आप जानना चाहते हैं कि यह इरेड्यूसिबल है या नहीं क्योंकि यह प्रिमिटिव है अगर यह QX में इरेड्यूसिबल है तो ZX में इरेड्यूसिबल है तो अब निश्चित रूप से इसके चेहरे पर कोई प्राइम कार्य नहीं है क्योंकि केवल प्राइम जो कांस्टेंट को डिवाइड करता है वह 2 है केवल प्राइम जो X स्क्वायर के कोएफ़िशिएंट्स को डिवाइड करता है 3 है तो कोई प्राइम नहीं हैक्योंकि 3 डिवाइड नहीं करता है 2 2 डिवाइड नहीं करता है 3 तो आप काम नहीं कर सकते हालाँकि हम इसे X के f के रूप में लेते हैं यदि आप X का f लेते हैं तो एक छोटी सी तरकीब आपके लिए काम करेगी तो वास्तव में मुझे इसे X क्यूब के रूप में लेने दें यदि आप X प्लस 1 का f लेते हैं तो f X X 2 प्लस 3 X स्क्वायर प्लस 2 है यदि आप X प्लस 1 का f लेते हैं तो यह X क्या है मैं X को X प्लस 1 से बदल रहा हूं तो X जमा 1 होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स X प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 तो अब यदि आप इसका विस्तार करते हैं और गठबंधन करते हैं इसलिए मैं इसे जल्दी से करूंगा और आप जांच सकते हैं कि यह सही है आपके पास X क्यूबेड टर्म प्लस 3 X स्क्वायर होगा और एक और 3 X स्क्वायर होगा जो 6 X स्क्वायर होगा और यहां 3 X और 6 X होगा तो वह 9 X होगा एक होगा एक 3 होगा एक 2 होगा तो वह 6 होगा अब p 3 काम करेगा इसका मतलब है कि 3 लीडिंग कोएफ़िशिएंट को डिवाइड नहीं करता है 3 डिवाइड 6 3 डिवाइड 9 पर 9 नहीं डिवाइड करता 6 को तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि X का f प्लस 1 इरेड्यूसबल है तो X प्लस 1 का f इरेड्यूसबल है आप ऐसा क्या कर सकते हैं क्योंकि यह एक पोलीनोमिअल है जिस पर आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन लागू होता है और हम इसे इरेड्यूसबल कह सकते हैं और मुझे वास्तव में QX में भी ZX में कहना चाहिए क्योंकि यह एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल है तो यह Z X में भी इरेड्यूसिबल है लेकिन मूल प्रश्न f X के लिए है और आप f X के बारे में क्या कह सकते हैं मेरा दावा है कि Z X में f X भी इरेड्यूसिबल है यदि नहीं तो हम f X को कुछ g X टाइम्स h X के रूप में लिख सकते हैं यह एक पोलीनोमिअल आइडेंटिटी है तो मुझे पहले सरलता के लिए Q करने दें यह एक पोलीनोमिअल आइडेंटिटी है जहाँ g और h पॉजिटिव डिग्री पोलीनोमिअल हैं और हर बार जब आपके पास पोलीनोमिअल पहचान होती है तो हम औपचारिक रूप से वेरिएबल को किसी अन्य एक्सप्रेशन से बदल सकते हैं तो f X प्लस 1 को g X प्लस 1 टाइम्स h X प्लस 1 होना चाहिए क्योंकि दोनों पक्षों को आप X से बदल रहे हैं लेकिन अगर g X पॉजिटिव डिग्री है तो g X प्लस 1 की सबसे सरल डिग्री भी पॉजिटिव डिग्री भी है क्योंकि फिर से यदि g X X पावर है X प्लस 1 का X g है तो वहां X X स्क्वॉएड शब्द भी होगा क्योंकि X प्लस 1 होल स्क्वायर दिखाई देगा और फिर वह आपको X स्क्वैरेड देगा तो g X प्लस 1 की डिग्री g X की डिग्री के समान है h प्लस 1 की डिग्री h एक्स की डिग्री है और यहां आपने दो पॉजिटिव डिग्री पोलीनोमियल्स के प्रोडक्ट के रूप में f X प्लस 1 लिखा है यह X प्लस 1 के X X f की इरेड्यूसिबिलिटी का उल्लंघन करता है इसलिए fX प्लस 1 आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन द्वारा इरेड्यूसिबल है यदि f X रिड्यूसिबल है f X प्लस 1 भी रिड्यूसिबल है तो पहले के निष्कर्ष का उल्लंघन करता है अत f X भी इररेदुसिबल है एक बार fX QX में इरेड्यूसिबल है fX प्रिमिटिव है तो ZX में fX भी इरेड्यूसिबल है क्योंकि अगर इसका प्रिमिटिव और QX में इसका इरेड्यूसिबल है तो हम पहले ही साबित कर चुके हैं कि यह ZX में इरेड्यूसेबल है तो अंतिम उदाहरण मैं आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन के लिए दूंगा जो वास्तव में एक बहुत ही उपयोगी उदाहरण है और यह तब आएगा जब हम साइक्लोटोमिक फील्ड एक्सटेंशन नामक फ़ील्ड और फील्ड एक्सटेंशन का अध्ययन करेंगे और यह निम्नलिखित है तो मान लीजिए कि p कोई प्राइम इन्टिजर है मान लीजिए कि p एक प्राइम इन्टिजर है मान लीजिए कि f X पोलीनोमिअल है जो X पावर p माइनस 1 टाइम्स X प्लस X पावर p माइनस 2 प्लस X पावर माइनस 3 और इसी प्रकार X स्क्वायर प्लस X प्लस 1 द्वारा दिया गया है फिर से मेरा सवाल है क्या यह QX पर इरेड्यूसेबल है यदि ऐसा है तो यह ZX पर इरेड्यूसिबल होगा लेकिन हम नो प्राइम वर्क्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं फिर से आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन में कोई भी प्राइम काम नहीं करता है क्योंकि यहाँ सभी कोएफ़िशिएंट्स 1 हैं निश्चित रूप से कोई भी प्राइम कोएफ़िशिएंट्स को डिवाइड नहीं करता है लेकिन फिर से चाल का उपयोग करना है जो मैंने पिछले उदाहरण में किया है लेकिन अब मैं क्या करूंगा यदि मैं f X को X माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा तो मुझे एक्स माइनस 1 प्लस गुना X पावर p माइनस 1 प्लस X पावर p माइनस 2 प्लस X स्क्वायर प्लस X प्लस 1 मिलता है और अब यदि आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बस X पावर p माइनस 1 मिलता है क्योंकि अन्य सभी शर्तें रद्द कर देंगे एक X पावर p माइनस 1 प्लस X पावर p माइनस 1 माइनस X पावर p माइनस 1 होगा और आप इसके अलावा सभी शर्तों को रद्द कर देंगे तो आपके पास X माइनस 1 गुना f X होगा लेकिन फिर मैंने कहा कि y बराबर X माइनस 1 है इसलिए मैं यहां वेरिएबल बदल रहा हूं अब मुझे क्या मिलेगा मुझे यह समीकरण मिलता है तो एक्स माइनस 1 टाइम्स f X X पावर p माइनस 1 के बराबर है तो इसमें मैं X माइनस 1 को y से बदल रहा हूं यानी y टाइम्स अगर y X माइनस 1 y प्लस 1 X है तो fX fY प्लस 1 है तो y गुना fy प्लस 1 X माइनस 1 है या यूँ कहें कि X प्लस 1 p माइनस 1 से अधिक है क्योंकि X y जमा 1 है तो y टाइम्स f 5 प्लस 1 y 1 के बराबर है y प्लस 1 पावर p माइनस 1 लेकिन यह क्या है यह y पावर p प्लस p y पावर p माइनस 1 प्लस p 2 y पावर p माइनस 2 चुनें p y पावर py तक प्लस 1 माइनस 1 है तो यह तब तक है जब तक यह सिर्फ y पावर 1 पावर y प्लस 1 पावर p है यदि आप बिनोमिअल थ्योरम का उपयोग करके y प्लस 1 माइनस p का विस्तार करते हैं तो आपको y p प्लस p y p माइनस 1 p मिलता है 2 y p माइनस 2 चुनें और इसी तरह अंत में प्लस 1 चुनें तो आप इस माइनस 1 के साथ उस 1 को रद्द कर देते हैं जिसके साथ यह समाप्त होते हैं y पावर p p y पावर p माइनस 1 p 2 y पावर p माइनस 2 p y चुनें है अब यह अधिक आशाजनक लग रहा है आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह उपयोग करने योग्य नहीं है तो आइए यह f टाइम्स y टाइम्स f y प्लस 1 आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन द्वारा है हमें जो दावा करना है वह है और यह मैं आपके लिए एक अभ्यास के रूप में छोड़ता हूँ यह एक बहुत ही आसान व्यायाम है p को डिवाइड करता है p सभी के लिए i चुनें i से 1 तक p माइनस 1 है तो निश्चित रूप से जब आप i को 1 के बराबर लेते हैं p चुनें कि मैं केवल p है तो p डिवाइड करता है p भी डिवाइड करता है p 2 चुनें p 3 चुनें और इसी तरह यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि p एक प्राइम है तो इसका कारण यह है कि आप p चुन सकते हैं i as लिख सकते हैं तो यह परिभाषा के अनुसार p फैक्टोरियल है i फैक्टोरियल टाइम्स p माइनस i फैक्टोरियल है तो मान लीजिए कि आपने i फ़ैक्टोरियल या p माइनस i फ़ैक्टोरियल को रद्द कर दिया है तो आपके पास p टाइम्स p माइनस 1 से p माइनस i प्लस 1 बाय i फ़ैक्टोरियल है इसलिए मैंने p माइनस i फ़ैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया है नुमेरेटर और डिनोमिनेटर से I तो p डिनोमिनेटर में प्रकट नहीं होने वाला है i फ़ैक्टोरियल 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स i तक है तो p डेनोमिनटोर में प्रकट नहीं होता है जबकि p नुमेरेटर में दिखाई देता है जिसका अर्थ है कि p इसे डिवाइड करता है तो यह एक संकेत है लेकिन मैं आपको तर्क समाप्त करने दूंगा और यह दिखाऊंगा कि p को डिवाइड करता है p सभी के लिए i चुनें तो y टाइम्स f y प्लस 1 Q X और Z X में आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन द्वारा इरेड्यूसबल है इसका कारण यह है कि p लीडिंग कोएफ़िशिएंट के अलावा अन्य सभी कोएफ़िशिएंट को डिवाइड करता है p इसे डिवाइड करता है p डिवाइड करता है p 2 चुनता है p डिवाइड करता है p 3 चुनें p विभाजित p और p स्क्वैरेड लास्ट केफीसिएंट को डिवाइड नहीं करता है तो हमारे पास y टाइम्स f y प्लस 1 बराबर y पावर p py पावर p माइनस 1 p सेलेक्ट 2 y पावर p माइनस 2 प्लस py है अब मैं दोनों पक्षों को y से डिवाइड करता हूं इसलिए मैं y को कैंसिल करता हूं y से डिवाइड करें मुझे क्या मिलता है fi fy प्लस 1 is y पावर p माइनस 1 p y पावर p माइनस 2 p चुनें 2 y पावर p माइनस 3 p 2 y प्लस p चुनें यदि मैं पिछले टर्म से डिवाइड करता हूं तो p 2 yस्क्वायर चुनें ताकि p हो जाए y जमा p चुनें अब आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन लागू करें देखिए पहले हम आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन लागू नहीं कर सकते क्योंकि लीडिंग कोएफ़िशिएंट कांस्टेंट टर्म 0 है अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि f y प्लस 1 इररेदुसिबल है लेकिन f जमा f y जमा 1 क्या है y प्लस 1 सिर्फ X है तो याद रखें कि हमारा वेरिएबल y जमा 1 का चेंज X है तो f y प्लस 1 इरेड्यूसेबल है इसलिए f X इरेड्यूसेबल है याद रखें f y प्लस 1 इरेड्यूसबल है फिर से Z X में कह सकते हैं Q X या Z X में यह इररिलेवेंट है तो इसका कारण यह है कि p पहले केफीसिएंट के अलावा सभी कोएफ़िशिएंट्स को यहाँ डिवाइड करता है जो कि 1 है और p स्क्वैरेड कांस्टेंट कोएफ़िशिएंट्स को डिवाइड नहीं करता है तो यह आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन इस पर लागू होता है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यह Q X में इरेड्यूसिबल है लेकिन यह भी प्रिमिटिव है इसलिए यह इरेड्यूसिबल है ZX इसलिए ZX में f y प्लस 1 इरेड्यूसिबल है y प्लस 1 X X के बराबर है इसलिए इस वीडियो में हमने Eisenstein मानदंड को देखा जो QX या ZX में इरेड्यूसिबिलिटी साबित करने के लिए एक अत्यंत उपयोगी तकनीक है और हमने कुछ उदाहरणों को भी देखा तो यह रिंग थ्योरी में इस पाठ्यक्रम में जो कुछ भी कहना चाहता था उसे पूरा करता है तो अगले 1 या 2 वीडियो में मैं रिंग्स पर कुछ समस्याएँ करूँगा बस संक्षेप में बताने के लिए कि हमने क्या किया है और फिर हम फ़ील्ड्स में जाएंगे